अब हमें यह करना होगा पहले आइए हम आवेशों और क्षेत्रों धाराओं और वोल्टेज के बीच के संबंध को देखें तो एक विद्युत प्रवाह क्या है विद्युत प्रवाह जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल रूप से आवेशों के प्रवाह की दर है यदि आपके पास एक निश्चित सतह है और कुछ आवेश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कि ये कुछ धनात्मक आवेश हैं और आवेशों के प्रवाह की दर जो मूल रूप से एक निश्चित सतह पर dQ dt है सतह के माध्यम से धारा है इसलिए यदि आपने मान लिया है कि 1 कूलम्ब चार्ज है जो कि प्लस 1 कूलम्ब चार्ज है और जो 1 सेकंड में सतह को पार करने के लिए होता है जो कि 1 सेकंड से अधिक है तो कुल 1 कूलम्ब चार्ज निश्चित सतह को पार करता है तो वर्तमान परिवर्तन की दर होगी आवेश जो 1 कूलम्ब प्रति सेकंड है जिसे 1 एम्पीयर का मात्रक दिया जाता है अब आप इसे ऐतिहासिक कारणों से भी जानते हैं करंट को धनात्मक आवेशों का प्रवाह माना जाता है क्योंकि ये सभी चीजें पदार्थ की परमाणु संरचना की खोज से पहले की गई थीं इसलिए भले ही अब हम जानते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन हैं जो गतिमान हैं जब हम कहते हैं कि कोई धनात्मक आवेश बाएँ से दाएँ जा रहा है तो कोई धनात्मक आवेश नहीं चल रहा है यह वास्तव में इलेक्ट्रॉन है जो दाएँ से बाएँ घूम रहा है कम से कम विद्युत परिपथों के लिए चिंता का विषय है इसलिए भले ही हम जानते हैं कि यह सच है फिर भी हम धारा को सकारात्मक आवेशों के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित करते हैं क्योंकि यह परिपाटी है इसलिए यदि आप इसका एक भौतिक चित्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति की कल्पना करनी चाहिए अब यह धारा की बहुत ही सामान्य परिभाषा है और सतह पर चार्ज कैसे चल रहे हैं इसके आधार पर आप 1 सेकंड में सतह पर कितना चार्ज घूम रहा है यह देखकर करंट की गणना कर सकते हैं अब विद्युत सर्किट के मामले में यह पता चला है कि हमारे पास कुछ कंडक्टर होंगे जिन्हें आप तार के रूप में सोच सकते हैं या आपके पास कुछ विद्युत तत्व हो सकते हैं यह पता चला है कि चार्ज केवल इन तारों के माध्यम से या तत्व से जुड़े तारों के माध्यम से और तत्व के माध्यम से ही चलते हैं और हम तार के माध्यम से चलने वाले कुल चार्ज से खुद को चिंतित करेंगे और हम इस बारे में चिंता नहीं करेंगे कि यह तार की सतह पर कैसे वितरित किया जाता है अब कुछ अग्रिम सर्किट होंगे जिनमें हमें चिंता हो सकती है लेकिन अधिकांश सर्किटों को पूरी तरह से अनदेखा करके निपटाया जा सकता है कि तार की सतह पर चार्ज कैसे वितरित किए जाते हैं जिसके माध्यम से चार्ज बह रहे हैं और केवल कुल चार्ज पर विचार कर रहे हैं तार के माध्यम से बह रहा है इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा यदि आप समस्या के स्थानिक विस्तार की उपेक्षा करते हैं तो आवेशों या क्षेत्रों का स्थानिक वितरण विद्युत चुम्बकीय समस्याओं की तुलना में बहुत सरल हो जाता है तो पहली बात यह है कि हम केवल तार के माध्यम से बहने वाले चार्ज की कुल मात्रा या मूल रूप से तार के माध्यम से बहने वाली कुल धारा के बारे में चिंता करेंगे इसलिए यह एक सरलीकरण है अब यह संभव है क्योंकि हम इस तार और आवेशों को केवल इसी तार से प्रवाहित कर सकते हैं और तारों के बाहर धारा या कोई आवेश प्रवाह नगण्य माना जा सकता है ऐसे बहुत से उपयोगी संदर्भ हैं जिनमें यह धारणा बहुत अच्छी तरह से रखती है इसलिए हम इस धारणा को सुरक्षित रूप से बना सकते हैं मान लीजिए कि हमारे पास तार है और हमारे पास इस दिशा में प्रवाहित होने वाला 1 कूलम्ब प्रति सेकंड का आवेश है तो इसका क्या मतलब है यह तार के माध्यम से A से B तक 1 एम्पियर धारा है जो तार के माध्यम से B से A तक शून्य से एक एम्पियर के बराबर है अब फिर से यह काफी स्पष्ट है लेकिन इसका कारण यह है कि मैं इसे लिख रहा हूं क्योंकि आप सर्किट के लिए हल करते हैं आप सकारात्मक धाराओं और नकारात्मक धाराओं दोनों का सामना करेंगे और आपको किसी एक ध्रुवीयता से निपटने में बहुत सहज होना चाहिए तो किसी भी तत्व में यदि आप एक दिशा में 1 एम्पीयर करंट लेते हैं तो यह विपरीत दिशा में माइनस 1 एम्पीयर करंट के बराबर है इसलिए आपको धाराओं की ध्रुवीयता से असहज या भ्रमित नहीं होना चाहिए